डक्टाइल मटेरियल से बनी संरचनाओं की अत्यधिक विफलताऐं रही है वे ब्रिटल फैशन में विफल हो जाते हैं जबकि टू कॉर्नर एनिमेशन फ्रैक्चर मैकेनिक्स मॉडलिंग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है इस संरचना में आपके पास एक क्रैक है जिसमें से प्रत्येक कैक फेस अलग अलग मूव हो रहे हैं अतः यह आपके पास मोड के रूप में है यह खुल रहा है यह खिसक रहा है यह मोड के रूप में जाना जाता है और यदि यहाँ टियरिंग की क्रिया है तो यह मोड इससे पहले कि हम फ्रैक्चर मैकेनिक्स के पहलू में जाएं आइए इतिहास को देखें देखिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विषय के विकास में आपको यह देखना होगा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली तक पहुंचने के लिए लोगों को क्या प्रेरित करता है

आपके साथ दुर्घटनाएं हुई थी उन्होंने डिजाइन किया था ताकि यह अच्छी तरह से कार्य कर सकें परंतु दुर्घटनाएं हुई तब आपको क्या करना होगा आपको वापस जाना होगा और खोजना होगा कि आप इनमें से कुछ को कैसे रोक सकते हैं और यदि आप इसे देखें तो आप जानेंगे कि प्रेशर वेसल बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में यह प्रारंभिक विकासों में से एक था जिससे उन्होंने वाष्प इंजनों का विकास किया था और वाष्प इंजन बॉयलर थे और बॉयलर वास्तव में प्रेशर वेसल है और आप अपने दैनिक जीवन में कई बार प्रेशर वेसल्स को पाते हैं आपके पास इंडेन गैस सिलेंडर है यह एक प्रेशर वेसल्स है यदि आप एक रसोई घर में जाते हैं आपके पास कुकर है वह एक प्रेशर वेसल्स है दूसरी ओर यदि आप विमान में जाते हैं तो पुनः वे प्रेशर वेसल्स हैं इसलिए प्रेशर वेसल्स अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है लेकिन आपके पास बॉयलर की भयावह दुर्घटना ही थी तो इसका क्या मतलब है उस समय का ज्ञान इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था इसीलिए उन्होंने विचार करने का निर्णय लिया कि क्या करना है और वे यह पता लगाने में अक्षम थे कि उनमें से कुछ दुर्घटनाएं खराब डिजाइन के कारण हुई थी जिन्हें बाद में सामग्रियों के बेहतर विकल्प और बेहतर उत्पादन विधियों द्वारा सुधारा गया था यह बहुत महत्वपूर्ण है देखिए यदि आप किसी वैज्ञानिक विकास को देखें तो सामग्री विकास में हमेशा समानांतर विकास होता है और जैसा कि लोग संरचनात्मक व्यवहार को समझते हैं उन्होंने यह भी महसूस किया कि उत्पादन के तरीके समान भूमिका निभाते हैं आप उत्पादन विधि को बाधित करने वाले डिजाइन नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको एकीकृत डिज़ाइन करना होगा इस तरह अब किसी भी डिज़ाइन परिदृश्य में आधुनिक डिज़ाइन दिखता है आपके पास एकीकृत मैंन्युफैकचरिंग और डिज़ाइन है लोग व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन नहीं करते हैं तो पहले के इंजीनियरों को यह पता था और उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि उन भयावह दुर्घटनाओं का कारण क्या था जब उन्होंने पहचान लिया कि वह खराब डिजाइन के कारण थे वे इसे सुधारने में सक्षम थे जब उन्होंने पाया कि सामग्री की क्षमता में सुधार किया जाना है तब जाकर उन्होंने धातुओं को मिश्रित किया नई सामग्री विकसित की गई और उन्होने उत्पादन विधियों में भी सुधार किया अतः यहां इन सब के लिए सुधार की गुंजाइश थी इसलिए आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आप ने पाया कि अपने सब कुछ समझ लिया है और कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन ऐसी बात नहीं थी इसलिए यदि आप देखें तो भयावह विफलताए हुई हैं जो बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में हुई थी क्योंकि किसी समय आप निर्णय लेते हैं कि आप समझ गए हैं संरचना क्या है वह वास्तविक कार्य स्थिति में कैसे व्यवहार करती हैं आप पाते हैं कि समझने में कुछ कमी है आपके डिजाइन में सुधार या सामग्री बदलने जैसे सरल उपचारात्मक समाधान पर्याप्त नहीं थे तो उनके पास भयावह विफलताएँ थी जिससे वास्तविक सर्विस भार के तहत सामग्री व्यवहार को समझने में कमी उजागर हो गई थी इसलिए एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि आपके पास भयावह विफलताएँ हैं तो आपको उनसे निपटना होगा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इन विफलताओं के प्रति आत्मनिरीक्षण और दुनिया भर के कई इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रतिबद्ध कार्य के कारण फैक्चर मैकेनिक्स का विकास हुआ वास्तव में हम इन स्पेक्टाकुलर विफलताओं पर एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं विषयानुसार उन्हें सीखे और खोजे की समझ के किस पहलू में सुधार करना होगा थोड़ी देर बाद हम इसे देखेंगे अब हमारे पास एक समग्र पाठ्यक्रम की बहुत संक्षिप्त में एक रूपरेखा होगी तो मौलिक रूप से फ्रैक्चर यांत्रिकी में अलग क्या है देखिए आप स्ट्रैंथ आफ मैटेरियलया मैकेनिक्स आफ सॉलिड्स या एडवांस मैकेनिक्स आफ सॉलिड्स का अध्ययन कर रहे हैं उन सभी पाठ्यक्रमों में जिन्हें आपने आदर्श बनाया है उनमें सामग्री सजातीय है और यह इलास्टिक कंटिनम भी है आप अंतर्निहित दोषो को भी नहीं पहचानते कुछ स्पेक्टाकुलर विफलताओं ने सामने लाया है की अंतर्निहित खामियाँ सर्विस में बढ़ती हैं और वह असफलता का कारण बनती हैं इसलिए फ्रैक्चर मैकेनिक्स का मूलभूत पहलू यह है कि यह संरचनाओं में अंतर्निहित ख़ामियों की भूमिका को पहचानता है जो उनके व्यवहार और उम्र को प्रभावित करता हैं अतः आपको यह समझने की आवश्यकता है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स का तकनीकी अनुप्रयोग क्या है खामियों की भूमिका को समझना संरचना को डिजाइन करने में आपकी मदद नहीं करता है आपको इस ज्ञान का सार्थक अर्थ में उपयोग करना होगा तो क्या आपके पास क्षति सहने योग्य डिजाइन की अवधारणा है आप जानते हैं कि यहां अंतर्निहित खामियाँ हैं और हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है जब यहाँ अंतर्निहित खामियाँ हैं मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त करूं मैं अपनी डिजाइन पद्धति कैसे बनाऊं ताकि यह नुकसान सहने योग्य हों इसलिए जब मेरे पास नुकसान सहने की क्षमता है यदि मुझे ऐसा करना है तो यह समझने की आवश्यकता है कि सर्विस में अंतर्निहित खामियां कैसे बढ़ती है और कब यह गंभीर हो जाती हैं अतः आपको बहुत अधिक तथ्य एकत्र करने की आवश्यकता है आपको यह बेहतर समझने की आवश्यकता है कि सर्विस में क्रैक कैसे बढ़ेगी और किस अंतराल में जाकर आपको निरीक्षण करना होगा क्षती सहने योग्य डिजाइन पर दृष्टिकोण डालने से पहले आपको इस तरह के तथ्य एकत्रित करने होंगे और जाहिर है जो सामग्री व्यवहार और क्रैक ग्रोथ की प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक है यहां कई क्रैक ग्रोथ की प्रक्रियाएं हैं और यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो फ्रैक्चर यांत्रिकी एक व्यापक क्षेत्र है जो कई विषयों को सम्मिलित करता है आपको स्ट्रेस विश्लेषण और डिज़ाइन की आवश्यकता है आपको सामग्री विज्ञान का ज्ञान होने की आवश्यकता है और आपको क्रैक ग्रोथ तथा समय समय पर निरीक्षण के लिए भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है अतः इन तीन क्षेत्रों का संगम फ्रैक्चर मैकेनिक्स की समझ को जन्म देता है और वास्तव में थोड़ी देर बाद हम विस्तार से देखेंगे कि स्ट्रेस एनालिसिस और डिजाइन के क्या पहलू हैं आप मैटेरियल साइंस में क्या पहलू रखेंगे और हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के क्या पहलू देखेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक साफ सुथरा स्केच बनाएं यह संक्षिप्त में बताता है कि पूरी फैक्चर यांत्रिकी क्या है तो आपको सामग्री विज्ञान नॉनडिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और स्ट्रेस एनालिसिस और डिजाइन के संयोजन का की आवश्यकता है लिस्ट ऑफ चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट दैट वुड बी कवर्ड इन द कोर्स अब पाठ्यक्रम क्या होगा हमारे पास इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा होगी अतः मेरे पास ओवरव्यू ऑफ फैक्चर मैकेनिक्स पर छः व्याख्यानो का पहला सेट होगा इसके बाद क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर मैकेनिज्म का प्रकरण होगा आप जानते हैं इस रूपरेखा में आप कुछ शब्दावली को समझने में असमर्थ हो सकते हैं परंतु आप निश्चित रूप से पाएंगे कि फ्रैक्चर मैकेनिक में इस्तेमाल किये गए जर्गों क्या है तो वे क्या हैं जो आप इस रूपरेखा से जान पाएंगे तो यह आपको एक मत देगा कि पाठ्यक्रम संरचना क्या होगी एक व्याख्यान बड़ा या छोटा हो सकता है इसलिए आप इसके बाद और एनर्जी रिलीज रेट पर चर्चा होगी यह लगभग छः व्याख्यानो के लिए होगी तत्पश्चात थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी की समीक्षा होगी यह दो व्याख्यानो के लिए होगा क्योंकि आपको क्रैक टिप स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट फील्ड समीकरणों के विकास के लिए इस पृष्ठभूमि की आवश्यकता है इसलिए यह लगभग छः व्याख्यानो का होगा और फिर फ्रैक्चर मैकेनिज्म पर चर्चा होगी जिसमें आप स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर संक्षेप में SIF मापदंड के बारे में जानेंगे यहां हम विभिन्न ज्यामिति और भार के लिए देखेंगे यह केवल तीन व्याख्यानो के लिए है और यदि आप वास्तव में देखें तो इन सभी अध्यायों में आपके पास एनिमेटेड स्लाइड भी होंगी जो आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से अवधारणाओं को समझने में मदद करेंगी उदाहरण के लिए क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर मैकेनिज्म में हम ब्रिटल फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे हम डक्टाइल फ्रैक्चर के बारे में भी बात करेंगे और कई क्रैक ग्रोथ मैकेनिज्म को भी देखेंगे और यह एनिमेशन संक्षेप में दिखाता है जब फटिग की प्रक्रिया में क्रैक बढ़ती है तब क्या होता है मैंने कुछ अध्ययनों के लिए एनिमेशन के प्रकार से दिखाने की योजना बनाई है जो आपको इस पाठ्यक्रम में मिलने वाली जानकारी को देखकर सीखने के लिए प्रेरित करेगा और फ्रैक्चर यांत्रिकी के बहुत महत्वपूर्ण विषयों में से एक एनर्जी रिलीज रेट है आप अनिवार्य रूप से यह पता लगाना चाहेंगे कि क्रैक के बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है परंतु हम क्या करेंगे हम उसे बंद करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का पता लगाएंगे हम इसका गणितिय वर्णन करेंगे और हम इस स्थिति को आदर्श रूप देंगे तब हम यह पता लगाएंगे कि क्रैक बढ़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और इस संदर्भ में हम भी देखेंगे कि स्थिर भार में ऊर्जा की उपलब्धता क्या है साथ ही साथ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी पता लगाएंगे और हम एनर्जी रिलीस रेट साथ ही रजिस्टेंस के बारे में भी पता करेंगे ये अवधारणाएँ एनर्जी रिलीस रेट प्रकरण के अंतर्गत आएगी अब हम क्रैक टिप स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट फील्डस की ओर बढ़ते हैं और यदि आप इसे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपके पास गियर टीथ है और आपके टेंसाइल रूट फिलेट मे क्रैक है और यदि आप इसे करीब से देखते हैं तो यह बदल रहा है और यदि इस पर गौर करें तो यह कई मापदंडों का फंक्शन है जो कि छः मापदंडों के लिए है अब यह पैरामीटर्स 2 3 4 5 और 6 में बदल रहा है आप पाएंगे कि इन फ्रिंज पैटर्न की ज्यामितीय विशेषताएँ अच्छी तरह से अधिकृत होती हैं जब मेरे पास श्रंखला में अधिक टर्मस होती है देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जिस क्षण आप फ्रैक्चर मैकेनिक्स में आते हैं यह केवल प्रयोगात्मक है जो वास्तव में उच्च स्तर की टर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फ्रैक्चर मापदंडों के प्रयोगात्मक मूल्यांकन में उपयोगी होते हैं और यह स्लाइड क्या दर्शाती है आपके पास फोटोइलास्टिसिटी के आइसोक्रोमेटिक हैं होलोग्राफी से आइसोपैचिस है जो कि सिगमा 1 प्लस सिगमा 2 के अनिवार्य कंटूर हैं और आपके पास u डिस्प्लेसमेंट आइसोथैटिक्स है यह मॉयर और v डिस्प्लेसमेंट आइसोथैटिक्स से है इस पूरे विकास में आपके पास एक और भी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि हम क्रैक टिप को ओरिजिन के रूप में लेंगे और x अक्ष क्रैक अक्ष के साथ है और y अक्ष इसके लंबवत है हम r और थीटा द्वारा एक बिंदु को चिन्हित करेंगे जिससे आपको स्ट्रेस फील्ड समीकरण प्राप्त होगा एक प्रयोगवादी की तरह मैं आपको इस अध्याय के भाग के रूप में इंफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन दूंगा अगला अध्याय क्रैक टिप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की मॉडलिंग पर होगा अब आपके पास फ्रैक्चर मैकेनिक्स में उपयोग करने के लिए एक नया परीक्षण है जिसे आपने फ्रैक्चर टफनेस टेस्टिंग में सीखा था इसके बाद क्रैक इनीशिएशन और लाइफ ऐस्टीमेशन है यह क्रैक ग्रोथ के निरीक्षण में फ्रैक्चर मैकेनिक्स की उपयोगिता को दर्शाता है इसके पश्चात हम J इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे जब हम लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स से इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स या नॉन लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स पर जाना चाहते हैं तो J इंटीग्रल एक उपयोगी अवधारणा है तत्पश्चात मिक्स मोड फ्रैक्चर का अध्ययन करेंगे और अंत में हम क्रैक अरेस्ट और मरम्मत के तरीकों पर एक संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे जैसा कि मैंने पहले चयनित अध्ययनों के लिए उल्लेख किया था हम इस पर भी विचार करेंगे कि हम किस तरह की अवधारणाएं सीखेंगे क्रैक टिप पर प्लास्टिक जोन का आकार हमारा ध्यान केंद्रित करता है इसके लिए यहां अलग अलग मॉडल हैं और आप यह भी जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक जोन नमूने की मोटाई पर कैसे बदलता है यह सतह पर कैसा दिखता है और यह अंदर कैसा दिखता है आप यह भी जानना चाहेंगे कि यह क्रैक के प्रसार को कैसे प्रभावित करता है यह प्रारंभिक चरणों में कैसे फैलता है तथा बाद के चरणों में इसका प्रसार कैसे होता है और मान लीजिए मेरे पास एक क्रैक है तथा एक प्लास्टिक जोन है तो मैं इसका गणितीय मॉडल किस प्रकार तैयार करूं इस प्लास्टिक जोन पर सुविधाजनक तरीके से ध्यान रखने के लिए कुछ सरलीकृत दृष्टिकोण है क्रैक इनीशिएशन और लाइफ ऐस्टीमेशन पर अध्याय फ्रैक्चर मैकेनिक्स की वास्तविक उपयोगिता है और हमें विस्तृत परीक्षण करना होगा जहां हम साइक्लिक लोडिंग लागू कर क्रैक ग्रोथ का निरीक्षण करके क्रैक ग्रोथ का वक्र विकसित करेंगे इससे हम एक सिगमॉयडल वक्र प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो क्रैक इनीशिएशन से फ्रैक्चर तक दिखता है यहां एक विशेष चरण है जहाँ यह रैखिक है और यह स्ट्रिएशनस के निर्माण का क्षेत्र है अब हम देखेंगे कि स्ट्रिएशनस क्या है जो यहां दिखाए गए हैं और यह प्रसिद्ध पेरेस लाॅ के रूप में जाना जाता है जो खंड को नियंत्रित करता है यह दर्शाता है कि क्रैक इनीशिएशन की क्या भूमिका है क्रैक को आरंभ करने और उसकी वृद्धि में कितना समय लगता है और यह ग्राफ दर्शाता है कि अधिक भार होने पर क्या होगा और अंत में हम जानते हैं कि हमें क्रैक अरेस्ट के लिए एक कार्यप्रणाली की आवश्यकता है और साथ ही यह भी जानने की आवश्यकता है कि इसमें सुधार कैसे करें और यहां एक पैच दिख रहा है और हम पाएंगे कि यहां एक क्रैक है और पैच को उसके लंबवत रखा गया है इसका एक कारण है और यह उपयुक्त विधियों द्वारा एक और अवधारणा प्रदर्शित करता है और हम क्रैक रीइनीशिएशन को वीलंबित करने की स्थिति में है और हम यही करना चाहते थे यहां एक छेद के कारण क्रैक के रीइनीशिएशन में विलंब होता है और मैं इस पाठ्यक्रम में फ्रैक्चर मैकेनिक की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने में फोटोइलास्टिसिटी का उपयोग बड़े पैमाने पर करूंगा तो कुल व्याख्यान लगभग 40 होंगे कुछ बदलाव हो सकते हैं जब हम अध्ययन करेंगे यह कक्षा पर निर्भर करता है हमने एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में फ्रैक्चर मैकेनिक की एक संक्षिप्त रूपरेखा देखी है इससे पहले कि हम पूर्ण पाठ्यक्रम पर जाएं हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी समीक्षा करते हैं और पता करते हैं कि वह क्या है हम उस ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम है और जो हमने पहले सीखा है उसमें क्या कमी रह गई है क्या आप जानते हैं कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मे एक कोर्स किया है जिसे इन दिनों मैकेनिक्स आफ सॉलिड्स कहा जाता है आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वह उपयोगी है परंतु सीमित है आपके पास एक प्रसिद्ध टेंशन टेस्ट है जब आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो पाएंगे कि यहां पर रॉड को खींचे जाने और ग्राफ के बीच सिंक्रोनाइजेशन है रिव्यू ऑफ टेंशन टेस्ट बेंडिंग एंड टॉर्सन तो आप यहां देखेंगे यहां प्रारंभ में एक रैखिक क्षेत्र है फिर यील्ड क्षेत्र है फिर वर्क हार्डनिंग द्वारा आप अंतिम टेंसाइल स्ट्रैंथ तक पहुँचते हैं फिर नैकिंग होती है और अंत में सामग्री विभक्त हो जाती है और यह डक्टाइल सामग्री है और यदि आप वास्तव में देखें तो आपके पास कोड मौजूद है आपको जिसका उपयोग करना है उस नमूने का प्रकार क्या होगा क्या होना चाहिए और इसे कैसे पकड़ना चाहिए इसकी सरफेस फिनिश क्या होनी चाहिए यह जानकारी कोड में विद्यमान है तो आप क्या करने जा रहे हैं आप कोड का पालन करते हुए परीक्षण को करने जा रहे हैं परीक्षण के अंत में आपको क्या प्राप्त हुआ आपको यह स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र मिलता है और आपने जो प्राप्त किया वह लाल छायांकित भाग है यह इलास्टिक क्षेत्र है और यहां जो कुछ भी है प्लास्टिक क्षेत्र है प्लास्टिक क्षेत्र इलास्टिक क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़ा है मैकेनिकल और एयरफोर्स इंजीनियर के तौर पर आप सभी जानते हैं हम अपनी संरचनाओं को ऐसे डिजाइन करते है कि घटक इलास्टिक क्षेत्र के भीतर बने रहें और आप इस ग्राफ से क्या सीखते हैं सामग्री प्रथक्करण से पहले आपके पास बहुत लंबा सुरक्षित क्षेत्र है जहां सामग्री प्लास्टिकली विकृत होती है और यह आपको एक चेतावनी देता है इससे पहले कि यह अलग हो जाए यह वही है जो आप अनुमान लगा रहे हैं जब मैं संरचनात्मक अनुप्रयोग के लिए एक डक्टाइल सामग्री का उपयोग करता हूं लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कई स्पेक्टाकुलर विफलताओं के मामलों मे जो मैंने पहले आपको दिखाया था आपने पाया था कि डक्टाइल सामग्री से बने ढांचे अचानक कांच की तरह टूट गए ऐसा क्यों हुआ क्या यह वही पहलू था जिसकी पारंपरिक विश्लेषण में मॉडलिंग नहीं की गई थी आप इस एनिमेशन में एक और पहलू को देख सकते हैं जो हमने किया है वह एक नियंत्रित एनिमेशन है और आप देखेंगे कि यह फ्रैक्चर नमूने के केंद्र में हो रहा है आप अपने स्नातक पाठ्यक्रम में किए गए टेंशन एक्सपेरिमेंट को याद करें और उसके बारे में विचार करें कि केंद्र में क्या हो रहा था हमने देखा था कि एक केंद्र के रूप में यह विचार करने के लिए एक बिंदु है इसके बारे में सोचें यह बहुत ही सरल परीक्षण है और एक एनीसोट्रॉपिक सामग्री के व्यवहार की विशेषताओं को चिन्हित करने के लिए उपयोगी है और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यह क्या है अब हम बैंडिंग पर आते हैं और यह वही है जो आपने प्रथम स्तर के पाठ्यक्रम में सीखा है तो अब हम बीम बैंडिंग पर आते हैं और हम 4 कॉर्नर बैंडिंग का अध्ययन करेंगे और हम फ्लैक्सर सूत्र विकसित करेंगे और हम सीखेंगे की बैंडिंग के कारण जो भी स्ट्रेस होता है वह क्रॉस सेक्शन पर रैखिक होता है अर्थात वह क्रॉस सेक्शन की गहराई पर रेखीय है फाइबर के शीर्ष पर संपीड़न है और फाइबर के निचले भाग पर टेंशन है और आंतरिक कोर भार सांझा करने में योगदान नहीं करता अतः आपने जो सीखा है वह बहुत उपयोगी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पाठ्यक्रम में आपने जो अध्ययन किया था वह व्यर्थ नहीं है यहां दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह सीमित है इस जानकारी के साथ हम निश्चित समस्याएं हल कर सकते हैं लेकिन केवल यह जानकारी उन विफलताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो वास्तविक स्थितियों में आती हैं और आपको क्या प्राप्त होता है बैंडिंग की समझ के कारण आप रेल के क्रॉस सेक्शन का कुशल डिज़ाइन करने में सक्षम हैं यदि आपको बैंडिंग की कोई समझ नहीं होती तो आप एक वर्ग खंड को रेल के रूप में लेते आपने रेल के लिए I सेक्शन नहीं लिया होता लिया होता यह I सेक्शन है जो एक फोटोइलास्टिक मॉडल है अतः बैंडिंग की जानकारी ने आपकी निश्चित रूप से मदद की है और आपके पास कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन है इसलिए आपने बहुत अधिक सामग्री को बचा लिया है अतः आपने जो ज्ञान स्ट्रैंथ आफ मैटेरियल से प्राप्त किया वह उपयोगी था परंतु पुनरावृत भार और अंतर्निहित खामियों के कारण सर्विस में रेल फ्रैक्चर हो गई अतः आपको कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है आपने पहले स्तर के पाठ्यक्रम में सीखा है कि टॉर्शनके मामले में क्या होता है तो टॉर्शन में हम एक शाफ्ट को घुमाते हैं हम एक वृत्तीय क्रॉस सेक्शन लेते हैं क्योंकि हम डिफरेंशियल समीकरणों को हल करने से बचना चाहते हैं हम समतल अनुभाग का उपयोग करना चाहते हैं जो भार देने से पहले और बाद में समतल बने रहें फ्लेक्सर सूत्र के समान आप टॉर्सन सूत्र विकसित करते हैं और यह फिर से दिखाना है कि शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पर रैखिक रूप से परिवर्तित होता है यह सीमा पर अधिकतम और केंद्र में शून्य है तो हमें स्ट्रेस परीक्षण से क्या मिलता है मैंने कहा कि आप एक आइसोट्रॉपिक सामग्री की विशेषताएँ चिन्हित करने के लिए मापदंडों का पता लगा सकते हैं और यदि आपने सॉलिड मैकेनिक्स में जो सीखा है उसे याद करते हैं तो आप पाएंगे कि आइसोट्रॉपिक सामग्री का वर्णन करने के लिए दो इलास्टिक स्थिरांक की आवश्यकता होती है मैं स्ट्रेस टेस्ट से यह दोनों स्थिरांक प्राप्त कर सकता हूं मुझे यंगस मॉड्यूलस Youngs modulus मिल सकता हैं और यदि मेरे पास उपयुक्त उपकरण हो तो मैं पॉइजनस रेशो Poisson's ratio भी प्राप्त कर सकता हूं तो एक सामग्री परीक्षण बहुत सावधानी से पूरा करके हमें क्या प्राप्त किया हमने क्या प्राप्त किया हम सफल डिज़ाइन करने के लिए धातु का विवरण देने में सक्षम हो गए हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है और आपके बैंडिंग के ज्ञान से यह पता चलता है कि बैंडिंग के कारण सामान्य स्ट्रेस बीम की गहराई पर रैखिक रूप से परिवर्तित हो सकता है अन्यथा आप यह नहीं समझ पाते और टॉर्शन विश्लेषण में शियर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पर रैखिक रूप से परिवर्तित होता है और इसका मुख्य लाभ क्या है स्ट्रैंथ आफ मैटेरियल के पहले किए गए अध्ययन के कारण हम यह समझने में सक्षम हुए हैं कि ट्रस सामग्री के उपयोग में किस प्रकार योग्य है क्योंकि पूरा क्रॉस -सेक्शन केवल अक्षिय भार की पुष्टि करता है एक खोखले होलो शाफ्ट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है और एक रेलखंड एक विशेष आकार क्यों लेता है अतः निश्चित रूप से पहले स्तर के पाठ्यक्रम ने आपको विशेष स्तर की समझ दी है लेकिन ज्ञान सीमित है और आप संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए एक सामान्य टेंशन परीक्षण पर निर्भर हैं मेथड ऑफ हैंडलिंग कंबाइंड स्ट्रैसेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक है वास्तविक जीवन की स्थिति में क्या होता है आपके पास टेंशन है टॉर्शन है बैंडिंग है सभी विभिन्न अनुपातों के साथ मौजूद हैं मान लीजिए मेरे पास इन सभी का संयोजन है तो आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे यह यील्ड थ्योरीद्वारा किया जाता है आप यील्ड थ्योरी में क्या करते हैं आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस कि विकसित अवधारणा है जिसने कम्बाइन्ड स्ट्रेसेस के विश्लेषण को बहुत सरल बना दिया है इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने टेंशन टॉर्शन तथा बैंडिंग का अलग अलग अध्ययन किया है लेकिन अगर हमें लगता है कि इनमें से सभी एक वास्तविक संरचना में विभिन्न अनुपातों के साथ मौजूद हैं तो हम हमेशा प्रिंसिपल स्ट्रेस का पता लगा सकते हैं और यील्ड थ्योरी का उपयोग कर सकते हैं और जब हम यील्ड थ्योरी को देखते हैं तो क्या यह सिर्फ एक हैं यह एक नहीं है हमने माना था कि सामग्री सजातीय है हमने इसे एक इलास्टिक कंटिनम के रूप में भी माना था हमने अंतर्निहित खामियों पर विचार नहीं किया था ऐसे सभी समीकरण तथा संयुक्त भार के साथ जब हम एक संरचना का विश्लेषण करना चाहते हैं तब हमने इस सिद्धांत की अवधारणा का अविष्कार किया स्ट्रेस तो काफी सरल हो गया लेकिन हमारे पास विश्लेषण और अनुमान लगाने के लिए सिर्फ एक यील्ड थ्योरी नहीं हो सकती तो डक्टाइल मटेरियल का क्या होगा यील्ड क्राइटेरिया तो हमारे पास अलग अलग यील्ड मापदंड थे जो इस प्रकार से थे कि स्ट्रेंथ मटेरियल की समीक्षा कर सकें यह अच्छा है यह बेहतर है कि हमारे पास इन समीकरणों की व्याख्या है अतः आपके पास प्रसिद्ध वॉन मॉयसिस मापदंड है जो सभी तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस का उपयोग करता है तो हम इसे इस प्रकार समझते हैं सिगमा 1 माइनस सिगमा 2 पूरे का वर्ग प्लस सिगमा 2 माइनस सिगमा 3 पूरे का वर्ग प्लस सिग्मा 3 माइनस सिगमा 1 पूरे के वर्ग को 2 सिगमा Ys के वर्ग से कम या बराबर होना चाहिए तब यील्डिंग नहीं होगी यदि यह इससे अधिक है तब यील्डिंग होगी और यह यील्ड स्ट्रैंथ एक सामान्य टेंशन टेस्ट से प्राप्त की गई थी यील्ड क्राइटेरिया का लाभ क्या है यील्डिंग का कारण क्या है इसमें क्या होता है इन सब की जांच को बहुत सरल कर दिया है क्योंकि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन का जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रारंभिक दौर में यील्डिंग को असफल माना गया था लोग नहीं चाहते थे कि संरचना का कोई भी हिस्सा प्लास्टिकली विकृत हो जाए क्योंकि जब आप डक्टाइल सामग्री से अलग एक संरचना बनाते हैं तो हमने एक टेंशन टेस्ट से देखा है कि बहुत सारे प्लास्टिक विरूपण के बाद केवल सामग्री प्रथक्करण होता है क्योंकि डिज़ाइन के दृष्टिकोण से हम फ्रैक्चर नहीं चाहते हैं और यहां तक कि जब सामग्री यील्ड होती है और हम सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम हैं तो संरचना सुरक्षित होती है यदि संरचना इस प्रकार व्यवहार करती है तो यहां कोई फ्रैक्चर मैकेनिक्स नहीं होता परंतु वास्तविक सर्विस कन्डिशन में संरचना ने ऐसा व्यवहार नहीं किया और हमारे पास वॉन मायसिस मापदंड और ट्रैसका यील्ड मापदंड भी था जब आप ट्रेस्का यील्ड मापदंड के बारे में बात करते हैं तो यह थोड़ा अलग होता है इसकी गणितीय गणना बहुत सरल है परंतु इसकी उपयोगिता के लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा यह केवल बताता है की सिगमा मैक्स माइनस सिगमा मिनिमम सिग्मा Ys की तुलना में बड़ा या बराबर है इसलिए हम अनिवार्य रूप से अधिकतम शियर स्ट्रेस की गणना करेंगे और हम इसकी टेंशन टेस्ट में तुलना करेंगे और यदि यह सीमा के अंदर है तो यील्डिंग नहीं होगी और यह इससे अधिक है तो यील्डिंग होगी और जब हम इसे लागू करते हैं तो हमें इसे पहचानने के लिए सावधान रहना होगा कि सिगमा मैक्स क्या है और सिगमा मिनिमम क्या है और यही वह जगह है जहां अधिकांश छात्र गलती करते हैं मान लीजिए मेरे पास दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव हैं या दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आपके पास तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है सिग्मा मिनिमम अलग होंगे जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव होते हैं सिग्मा मिनिमम जीरो होगा जब दोनों सिग्मा स्ट्रेसस नेगेटिव होते हैं तो सिग्मा मिनिमम कुछ और होगा अतः हमें जीरो स्ट्रेस की भूमिका के बारे में सतर्क रहना होगा तो अब तक हमने जो अध्ययन किया उसमे देखा कि यील्ड सिद्धांत केवल एक नहीं बल्कि कई हैं ऐसा क्यों है क्योंकि सामग्री व्यवहार को समझना इतना आसान नहीं है मान लीजिए कि मैं सामान्य स्ट्रैंथ ऑफ मटेरियल के फ्रैक्चर मैकेनिक से स्नातक हूं सामान्य स्ट्रैंथ ऑफ मटेरियल के मेरे पास कई सिद्धांत थे आप यह आसानी से नहीं कह सकते कि मैं एडवांस फ्रैक्चर मैकेनिक्स कर रहा हूं अतः फ्रैक्चर को परिभाषित करने के लिए मेरे पास एक सिद्धांत होना चाहिए जो कि संभव नहीं है आपको फ्रैक्चर मैकेनिक्स में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मिलेगा कि किस तरह से क्रैक का प्रसार होगा यहाँ कई सिद्धांत हैं कहने के लिए पता लगाने के लिए की किस तरह से क्रैक का प्रसार होगा आपके पास एक सिद्धांत नहीं है जो भी हो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो कुछ भी सीखा है जिस तरह की प्रक्रियाओं को हमने अपनाया है इसी तरह की प्रक्रियाएँ फ्रैक्चर मैकेनिज्म में भी मौजूद हैं क्योंकि इसी तरह हमने इस विषय को सिखा आपके पास एक सरल टेंशन टेस्ट था आप कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं फिर आप महसूस करते हैं कि टेंशन टेस्ट पर्याप्त नहीं है तो आपको थोड़ा और परीक्षण करने की आवश्यकता है और उन दिनों लोगों ने क्या किया है हम इसे देखेंगे हालांकि आपके पास कई यील्ड सिद्धांत थे इन यील्ड सिद्धांतों का क्या लाभ है सरलता यह है कि वे एक साधारण सामग्री व्यवहार का उपयोग कर सकते हैं जो एक सरल टेंशन टेस्ट में प्राप्त हुए यहां तक कि संयुक्त भार के लिए भी देखिए यदि आपने इस पाठ्यक्रम को नहीं सीखा है और यील्ड सिद्धांतों को सीखा है तो मान लीजिए आप यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या संरचना वास्तविक परिचालन में सुरक्षित रहेगी तो आपको संरचना लेनी होगी और वास्तविक भार लागू करना होगा और फिर पता लगाएं विफलता कैसे होगी यह विमान और वाष्प इंजन साथ ही यात्री कारों के लिए किया जाता है परंतु आप इसे प्रतिदिन के छोटे घटकों के लिए नहीं करते हैं अतः नियमित घटकों को डिज़ाइन पद्धति के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है अन्यथा लागत में भारी वृद्धि होगी क्योंकि डिज़ाइन में सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है कि सर्विस लोडस की पहचान कैसे करें आपने अपनी डिजाइन की गणना में सर्विस लोड के सभी पहलुओं को नहीं लिया होगा तो यही कारण है कि लोग वास्तविक संरचनाओं पर परीक्षण का पता लगाने के लिए जाते हैं और यदि आप अंततः पारंपरिक डिज़ाइन प्रक्रिया में देखते हैं तो यील्डिंग को एक असफलता के रूप में माना जाता था प्रायोगिक संरचना में इससे हर मूल्य पर बचा जाना चाहिए तो उन्होंने यह महसूस किया कि यील्डिंग से हर मूल्य पर बचना चाहिए और आपके पास कई यील्डिंग सिद्धांत थे तो यह एक असफल मोड था डेफिनेशन ऑफ फेल्योर जब आप विफलता की बात करते हैं तो आपको उसकी मात्रा निर्धारित करनी चाहिए कि विफलता से आपका क्या मतलब है पारंपरिक डिजाइन पद्धति में विफलता की एक परिभाषा थी की संरचना के किसी भी हिस्से में यील्डिंग नहीं होनी चाहिए और यह ठीक है बकलींग एस ए फेल्योर मोड अन्य मापदंड क्या है अन्य मापदंड में लोग बकलिंग को विफल मानते हैं और वह क्या है जो आपने बकलिंग में सीखा है प्रथम स्तरीय पाठ्यक्रम में आप केवल कॉलम बकलिंग करते हैं और आप इसे विभिन्न क्लैम्पड एंड कन्डिशन के लिए देखते हैं अब हम एक क्लैंप मुक्त प्रकार के कॉलम के लिए देखेंगे कि बकलिंग कैसे होती है और आप एक सीधा कॉलम देखते हैं जब भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है तो यह एक बकलिंग का आकार ले चुका होता है और यह दिखाया गया है कि यह स्क्रीन की सतह में बकल्ड हो गया है स्क्रीन की सतह में ऐसा क्यों हुआ है यदि आप इसे देखते हैं तो हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है जो कि इस तरह से आयताकार है और हमारे पास मूमेंट ऑफ एनर्शिया की अवधारणा भी है और हम देखते हैं कि I न्यूनतम Iyy है मैंने दर्शाया है कि एक प्रकार से बकलिंग हुई है मान लीजिए मैं फिर से भार लागू करता हूँ क्या यह उसी प्रकार से होगा या अगर मैं इसे कुछ दिनों के बाद करता हूं तो प्रयोग को दोहराने पर क्या यह उसी प्रकार से होगा परंतु ऐसा नहीं है हम देखेंगे कि क्या होता है और आप पाते हैं कि यह दूसरे प्रकार से बकलिंग हो गई है बकलिंग इस सतह पर किसी भी प्रकार से हो सकती है यह किसके द्वारा निर्धारित होती है यह विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक स्थितियों द्वारा निर्धारित होती है यह किस प्रकार की अपूर्णता है जो संरचना में मौजूद है इन खामियों को कभी भी मॉडल नहीं किया जाता है इन्हें मॉडल करना बहुत मुश्किल है आप केवल कॉलम बकलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लेकिन आपको इस दायरे को बढ़ाना होगा संपीड़ित भार के आधीन पतली संरचनाओं के लिए बकलिंग एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है So you should not carry the impression only columns will buckle because that is the danger तो आपको यह धारणा साथ नहीं रखनी चाहिए कि केवल कॉलम की बकलिंग होती है क्योंकि यह विचार खतरनाक है पहले स्तर के पाठ्यक्रम में आपके पास केवल काँलम का विश्लेषण करने के लिए गणित विकसित है और केवल प्रस्तावना देने के लिए ही पर्याप्त समय है इतने समय मे पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो आपको ऐसी मानसिकता के साथ आगे नहीं जाना चाहिए कि केवल कॉलम बकलिंग होगी और हमने इसे सामान्यीकृत किया है कि किसी भी पतली संरचना को जिसे संपीड़ित भार के अधीन रखा जाए की बकलिंग हो सकती है संपीड़ित भार कहां से आते हैं संपीड़ित भार बाहरी भार से आ सकता है जेसे कॉलम बकलिंग के मामले में या बेंडिंग टोर्जन यहां तक कि शुद्ध शियर में लोकल स्ट्रेसस डिस्ट्रब्यूशन के कारण और आइए हम इनमें से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देखते हैं आप यहां क्या पाते हैं कि बीम बेन्ड होती है साथ ही टविस्ट भी होती है आप सभी बेंडिंग के मामले में जानते हैं कि एक टेंशन पक्ष है और एक संपीड़न पक्ष है यदि आपके पास एक पतला वेब है तो यह भी बकलिंग कर सकता है तो बकलिंग बेंडिंग से उत्तपन्न हो सकती है और तीसरे उदाहरण से पता चलता हैबकलिंग शियर द्वारा उत्तपन्न हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलस के अध्ययन से आप सभी जानते है कि एक शुद्ध शेयर स्ट्रेस टेंशन और संपीड़न का संयोजन हो सकता है तो आपको जो देखना होगा वह यह है कि संपिडित भार के अधीन कोई भी पतली संरचना बकलिंग कर सकती है तो हम पतली संरचनाओं के लिए क्यों जाते हैं देखिए अब हम अंतरिक्ष युग में रह रहे हैं और हम ऐसी संरचनाएं चाहते हैं जो अंतरिक्ष में भेजी जाती है भले ही आप 1 किलोग्राम वजन कम करें आप भारी मात्रा में ईंधन बचाते हैं हम अनुकूल के बारे में बात करते हैं हम अतिरिक्त सामग्री को हटाना चाहते हैं जहां भी इसे रखा गया है जो कि अवांछित हैं आप सामग्री को बाहर निकालना चाहते हैं इसलिए इस सभी प्रक्रियाओं से आप पतले संरचनाओं की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ी समस्या में से एक वास्तव में बकलिंग है तो वजन कम करने की आवश्यकता जो संरचना के पतले सुगठित होने का कारण है जो बकलिंग उतप्पन करता है इसलिए जब आप संरचना को देखते हैं तो बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको यह परिभाषित करना होगा कि विफलता क्या है और उस विफलता को संबोधित किया जाना चाहिए तो मत सोचो कि सामाग्री हमेशा टूटती है सामग्री पृथक्करण एक पहलू है बकलिंग समान रूप से एक चुनौतीपूर्ण समस्या हो सकती है जिसे आपको डिजाइन परिदृश्य से निपटना पड़ेगा आप जिससे सम्बद्ध हैं नीड ऑफ फटिग एंड फोकस ऑन व्हाट डाटा बीइंग कलेक्टेड तो आपको परिभाषित करना होगा कि विफलता क्या है और यह वही है जो आपने प्रथम स्तरीय पाठ्यक्रम में सीखा हैं आप सीखेंगे कि यील्डिंग से बचना चाहिए और साथ ही आप सीखेंगे कि बकलिंग को टालना चाहिए और आप जानते हैं वास्प इंजन के विकास के साथ पुनरावृत्त भार के तहत संरचनात्मक व्यवहार को समझने का महत्व दिया जाता है आप जानते हैं आप आश्चर्यचकित होंगे जब ट्रेनों को उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेश किया गया था तो वे 15 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहीं थीं और समाचार पत्र न्यूयॉर्क ने बताया यह इतनी भयानक गति से यात्रा कर रही हैं जिससे महिलाएं और बच्चे परेशान होंगे और अब आपके पास 350 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेनें हैं तो हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं हम ऐसा करने में सक्षम हैं मुख्यतः क्योंकि आपको सामग्री की बेहतर समझ है और हमें पुनराव्रत भार को समझने की आवश्यकता को देखना होगा क्योंकि एक टेंशन टेस्ट में आप क्या करते हैं आप एक नमूना लेते हैं और फिर बस उसे खींचते हैं यह वही है जो आप करते हैं आपके पास एक टेंशन टेस्ट है और फिर आप बस इसे खींचते हैं आप केवल एक मोनोटोनिक वृद्धि कर रहे हैं आप पुनराव्रत भार नहीं लगा कर रहे हैं अब हम देखते हैं कि आप फटिग टेस्ट में क्या करते हैं मैं चाहूंगा कि आप इस टेस्ट उपकरण का एक साफ स्केच बनाएं क्योंकि आपको यह जानने की जरूरत है कि फटिग टेस्ट किस तरीके से किया जाता है और इसमे किस प्रकार का तथ्य दर्ज किया जाता है आप जानते हैं कि यह परीक्षण अनुभाग है और यह चार बिंदुओं द्वारा समर्थित है एक दो तीन और चार और आपके पास एक मोटर है जो नमूना को घुमा रही है और आपके पास इस पर लागू एक भार है इसलिए यदि आप बेंडिंग मोमेंट आरेख से देखते हैं तो यह भाग स्थिर बेंडिंग मोमेंट के अंतर्गत है और आपके पास एक डिजिटल मीटर है जो चक्रों की संख्या का संग्रह करता है और आप क्या करते हैं जब नमूना विफल हो जाता है तो वजन कम हो जाता है और संपर्क टूट जाता है और यह मोटर बंद हो जाता है तो आप क्या करते हैं आपने लोकोमोटिव की वास्तविक सर्विस में विफलताओं को देखकर पहचाना है कि पुनरावृतिय भार महत्वपूर्ण है जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि पुनरावृत्तिक भार महत्वपूर्ण है इसे प्रयोगशाला की स्थिति में अनुकरण किया जाना चाहिए इसलिए प्रयोगशाला की स्थिति में आपको एक नया टेस्ट डिज़ाइन करना होगा और यह टेस्ट केवल एक जानकारी संग्रह करता है दिए गए भार के लिए कितने चक्रों के बाद नमूना विफल हो जाता है आप इससे आगे कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं नमूना फोर प्वाइंट बेंडिंग के अधीन है और घुर्णन को ध्यान में रखते हुए नमूना टेंशन और संपीड़न में समान परिमाण के स्ट्रेस के स्तर के एक साइनोसॉयल वेरीऐशन का अनुभव करता है तो आपके पास एक साइनोसॉयल वेरीऐशन है और आप क्या रिकॉर्ड करते हैं जैसे ही नमूना टूटता है आप रिकॉर्ड करते हैं कि कितने चक्र लगे हैं आप कोई अन्य जानकारी रिकॉर्ड नहीं करते हैं और आप जानते हैं इस पाठ्यक्रम के लिए मैं अपनी पुस्तक इंजीनियरिंग फ्रैक्चर यांत्रिकी पर एक ई पुस्तक का उपयोग कर रहा हूं इसे IIT मद्रास द्वारा प्रकाशित किया गया था और यह लगभग 60 घंटे के शिक्षण के लिए आता है और यह मेरे पिता को समर्पित है जो अपने जीवन के दौरान एक शिक्षार्थी थे और आपको जो जानना होगा कि यदि आपको एक शिक्षक बनना है तो आपको अपने जीवन के दौरान एक शिक्षार्थी बनना होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है और आज की कक्षा में हमने जो देखा है वह एक संक्षिप्त रूपरेखा थी कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स पाठ्यक्रम क्या है इसलिए हमने उस तरह के अध्यायों को देखा था जिन्हें हम देखेंगे और हमने कुछ अपरिचित वाक्यांशों को भी सीखे आप उन अपरिचित वाक्यांशों को जानते हैं आप अभी इसकी सराहना नहीं कर पाएंगे इन धारणाओं को विकसित करने के पीछे जो गणित के साथ साथ भौतिकी है उस पर हम बाद के पाठ्यक्रम में विचार करेंगे फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर एक सरल पाठ्यक्रम में जो कुछ भी सीखा है उसकी समीक्षा करने के लिए आगे बढ़े ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जिस पर जोर दिया जाता है वह है कि ज्ञान सीमित है उस विनम्रता की जरूरत है आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोर्स में आपने जो ज्ञान हासिल किया है वह बहुत उपयोगी है इसके बिना आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि एक बीम एक विशेष प्रकार से क्यों व्यवहार करती है क्यों एक टॉर्सन सदस्य विशेष व्यवहार करता है और हम इनमें से कुछ संरचनाओं का सुधार कैसे करते हैं हम खोखले शाफ़्ट के लिए क्यों जाते हैं और अगर आप वाकई देखें तो कुदरत ने यह सब समझ लिया है इससे पहले वैज्ञानिकों के रूप में हम समझ गए हैं आप पाते हैं कि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और हमारी हड्डियाँ भी खोखली हैं मध्य भाग में आपके पास यहाँ हीमोग्लोबिन उत्पन्न होता है यह बहुत नरम है वास्तव में यदि आप सीढ़ियों में चलते हैं तो आपकी जांघ की हड्डीफीमर हड्डी जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी है बेंडिंग और टॉर्शन के अधीन है और यह एक खोखली संरचना है प्रकृति इन अवधारणाओं को बहुत खूबसूरती से समझती है जब हम विज्ञान को थोड़ा और अधिक समझते हैं हम पाते हैं जो कुछ भी आप दाँत के बारे मे जानते हैं उसे हमने प्रारंभ मे ही ब्रिटल मटेरियल के रूप मे वर्गीकृत किया है परंतु लोगों ने अधिक से अधिक शोध किये और पाया कि यह फंगक्शनली ग्रेडेड मटेरियल है वास्तव में यदि आप स्ट्रक्चरल ऐप्लिकेशन मे कॉम्पोजिट का विकास देखते है कुछ दिशाओं मे आपको अधिक मज़बूती की आवश्यकता होती है तो क्यों न मैं एक एसोटेरिक मटेरियल विकसित करू जो एक विशेष दिशा में अधिक मजबूती दिखाता है इस से स्नातक होने के बाद लोग फंगक्शनली ग्रेडेड मटेरियल विकसित करने के लिए गए जो विश्लेषण के दृष्टिकोण से गणितीय रूप से थोड़ा अधिक चुनौती पूर्ण है इन सब को समझने के बाद आप वापस आकर देखते हैं प्रकृति में क्या होता है प्रकृति इस बात को पहले ही समझ चुकी है और हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगेकि क्या हम गणित सीखे बिना अप्रत्यक्ष रूप से फ्रैक्चर भी उपयोग कर रहे हैं तथा हम उनमें से कुछ उदाहरणों देखेंगे